Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture 59 Three phase Induction Motors Contd Refer Slide Time 0017 अब इंडक्शन मोटर की प्रिंसिपल को देखते हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर का संचालन फैराडे लॉ के अनुसार और एक कंडक्टर पर लॉरेंट्ज़ बल के आवेदन पर आधारित है Refer Slide Time 0027 तो मान लीजिए कि एक कंडक्टर की लंबाई l है और उसने एक सीढ़ी बनाई है और दोनों तरफ दो बार जुड़े हुए हैं तो उस स्थिति में सभी मटेरियल का संचालन होता है अब मान लीजिए कि इस कंडक्टर के शीर्ष पर एक स्थायी मैग्नेट रखा गया है तो अब अगर यह A है तो यह B है यह कंडक्टर की लंबाई L है और यह वास्तव में फ्लक्स डेंसिटी है यह B फ्लक्स की डेंसिटी E1 है कंडक्टर इस मैग्नेट को एक स्पीड B के साथ ड्रैग करेगा जिसके कारण फ्लक्स कट हो जाएगा उस वोल्टेज E B के कारण क्या होगा यह फ्लक्स डेंसिटी B है इसलिए एक वोल्टेज E B l V इंड्यूस करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस करंट के कारण यह करंट फ्लो होगा और उसी वक्त हाफ करंट फ्लो इस फ्लो के माध्यम से प्रवाहित होगा इस फ्लो को कंडक्ट करेगा या जिसे इस कंडक्टर के माध्यम से आचरण कहा जाएगा उसे देखेगा तो उस मामले में यह मानते हुए कि इस लैडर को पकड़ने से यह इसे हिलने नहीं दे रहा है लेकिन यदि आप इसे मुक्त करते हैं तो क्या होगा वह लैडर भी चलेगी और मैग्नेट एक डायरेक्शन में घूम रहा है मैग्नेट को हैंड साइड ले जा रहे हैं और इस कंडक्टर और मैग्नेट के बीच बहुत कम अंतर रखते हैं तो उस स्थिति में लैडर भी वहां आ जाती है इसलिए उस चुंबक और लैडर के बीच एक रिलेटिव स्पीड होगी तो अंत में वह वोल्टेज E भी कम हो जाएगा और करंट भी कम हो जाएगा तो इस अवधारणा से केवल इंडक्शन मशीन के सिद्धांत को यह बताना है कि यह कैसे घूमता है क्योंकि यह एक आत्म शुरुआत है इसलिए हम उस पर आएंगे तो इस मामले में यह डायग्राम एक पुस्तक से लिया गया है Refer Slide Time 0224 तो इस मामले में 4 चीजें घटित होंगी एक वोल्टेज E B l V यह कंडक्टर में प्रेरित होता है जबकि इसे कट फ्लक्स किया जा रहा है इसलिए यह फैराडे का नियम है Refer Slide Time 0223 अब इंड्यूस्ड वोल्टेज तुरंत एक करंट पैदा करता है जो कंडक्टर को नीचे की पट्टी से और दूसरे कंडक्टर के माध्यम से वापस फ्लो करता है तो I 2 I 2 दोनों तरफ है Refer Slide Time 0245 और क्योंकि करंट ले जाने वाला कंडक्टर स्थायी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में निहित है यह एक मैकेनिकल फोर्स का अनुभव करता है जिसे लोरेंट्ज़ फोर्स कहा जाता है और फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ कंडक्टर को खींचने की दिशा में कार्य करता है Refer Slide Time 0259 अब यदि कंडक्टर लैडर को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र है तो उन्हें स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है जिससे उन्हें स्पीड की ओर बढ़ने की आवश्यकता होती है हालांकि चूंकि यह स्पीड पकड़ता है इसलिए क्षेत्र कंडक्टर कम तेजी से कट जाएगा क्योंकि रिलेटिव स्पीड इस परिणाम के साथ नीचे जाएगी कि इंड्यूस वोल्टेज E और करंट कम हो जाएगा नतीजतन कंडक्टर पर अभिनय करने वाले फोर्स में भी कमी आएगी इसलिए यदि लैडर को मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस्ड वोल्टेज पर चलना होता है तो वोल्टेज E करंट I और फोर्स सभी 0 होंगे क्योंकि रिलेटिव स्पीड 0 होगी Refer Slide Time 0334 इसलिए एक इंडक्शन मोटर में लैडर को एक स्क्विरल केज के रूप में संलग्न किया जाता है यदि आप इसे धारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि लैडर एक क्षेत्र की तरह दिखाई देगी जिसे स्क्विरल केज कहा जाता है और चलते हुए मैग्नेट को बदल दिया जाता है घूमने वाला क्षेत्र में तो इस डायग्राम में स्पष्टीकरण के उद्देश्य के लिए हमने एक गतिशील मैग्नेट लिया है लेकिन इंटरेक्शन मशीन में बुलाए जाने वाले फील्ड में यह थ्री फेस मैग्नेटिक फील्ड यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा और अगर इस लैडर को घेर लिया जाए तो यह एक स्क्विरल केज की तरह दिखेगी इसीलिए इसका उदाहरण लिया जाता है तो इस मामले में यह ऐसा दिखता है जैसे एक इंडक्शन मोटर में लैडर को संलग्न किया जाता है एक स्क्विरल केज के रूप में और रोटेटिंग मैग्नेट को बदल दिया जाता है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रूप में Refer Slide Time 0423 तो फील्ड वास्तव में उत्पादित है 3 फेस करंट जो स्टेटर वाइंडिंग में बहता है Refer Slide Time 0432 तो अब यह एक योजनाबद्ध डायग्राम है जिसे एक पुस्तक से लिया गया है तो यह भाग इस या इस बाहरी सर्कल को कहता है इस भाग को वास्तव में इस भाग को इस भाग को बाह्य रूप से यह वास्तव में स्टेटर स्टेटर भाग है तो और यह हिस्सा जो यहाँ बनाता है यह वास्तव में रोटर हिस्सा है और स्टेटर और रोटर के बीच में छोटा गैप है यह बताया गया है कि एयर गैप यह छोटा गैप यह एयर गैप है समान रूप से यह एक समान है इसलिए मशीन की रेटिंग के आधार पर यह 0424 मिलीमीटर हो सकता है या मशीन की रेटिंग के बाद भी भिन्न हो सकता है तो अब यह A B और C है यह वास्तव में 3 फेस हैं A B C 3 फेस हैं इसलिए यह योजनाबद्ध रूप से दिखाया गया है इसी तरह रोटर के अंदर भी कुछ देख सकते हैं यह वास्तव में डायरेक्ट है T TL TL को अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम केवल बेसिक को देखेंगे और ये 3 फेस टर्मिनलों को कहते हैं जिस तरह से 3 फेस देखे गए हैं तो A B C भी 3 फेस टर्मिनल है और यह एक बार से जुड़ा है जिसे इनफाइनाइट बार कहा जाता है जहां वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी स्थिर है तो इनफाई नाइट बार क्या है अब परेशान होने की जरूरत नहीं है परख 3 फेस सप्लाई या वोल्टेज से जुड़ा हुआ है और फ्रीक्वेंसी स्थिर रहेगी तो अब सवाल है और क्या स्पीड n वास्तव में यह रोटर की स्पीड है और n वह स्पीड है जिसे रोटेटिंग फील्ड कहा जाता है अब हम पढ़ रहे हैं जोकि 3 फेस सिंगल फेस सर्किट है हम स्पीड ns का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं यह 3 पोल्स की एक जोड़ी पर विचार कर रहा है Refer Slide Time 0623 लेकिन इस मामले में हम मानेंगे कि एक फार्मूला यह है कि सिंक्रोनस स्पीड 120 f P नंबर ऑफ पोल्स P के बराबर है उदाहरण के लिए यदि f फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और P 4 पोल मशीन है तो P 4 जोड़ी का केवल प्रश्न ही नहीं है तो ns 120 50 विभाजित 4होगा तो यह 1500 RPM होगा यदि इंडक्शन मशीन जो आम तौर पर पाएगी कि यह P P या 3 पोल 4 पोल मशीन होगी तो उस स्थिति में इसकी स्पीड को बाद में देखा जाएगा यदि यह मोटर के रूप में कार्य करता है तो उसकी स्पीड 1500 RPM से कम होगी और अगर यह एक उत्तर जनरेटर है तो यह 1500 RPM से ऊपर होगा हम केवल मोटर के बारे में इंडक्शन जनरेटर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे और आमतौर पर हम पाएंगे कि यह एक 4 पोल मशीन है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 3 फेस मैग्नेटिक फील्ड यह सिंक्रोनस स्पीड ns पर घूम रहा है जो उदाहरण के लिए सुरक्षा पिन 100 RMP है और यह n है यह रोटर की स्पीड है जो सिंक्रोनस स्पीड ns से कम होगी तो अब क्या होगा Refer Slide Time 0743 तो 3 फेस के लिए स्टेटर और रोटर दोनों वाउंड के साथ एक सिलैंडरिकल रोटर मशीन पर विचार करें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यह ऊपरी हिस्सा एक स्टेटर है और सर्कल के अंदर एक रोटर है और बीच में एयर गैप है अब शुरू में रोटर वाइंडिंग एक ओपन सर्किट है और स्टेटर को एक इनफाइनाइट बार से जोड़ा गया है इसका मतलब है रोटर खुला हुआ सर्किट है यह शॉर्ट सर्किट नहीं है हमारी समझ के लिए सबसे पहले रोटर खुला हुआ सर्किटहै और यह और स्टेटर यह एक सप्लाई से जुड़ा है जहां वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों स्थिर हैं Refer Slide Time 0816 स्टेटर करंट ने एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्थापित किया जो स्टेटर वाइंडिंग में सिंक्रोनस गति को प्रेरित करता है जो इस धारणा के तहत टर्मिनल वोल्टेज को संतुलित करता है कि स्टेटर रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस नेगलिजिबल है अब जैसे ही सप्लाई जब स्टेटर टर्मिनल को एक वोल्टेज से जोड़ रहे हैं आपूर्ति वोल्टेज है तो स्वाभाविक रूप से वोल्टेज भी प्रेरित करेगा कि स्टेटर वाइंडिंग में क्या है और यह एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो एक सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है जिसे हम ns कहते हैं तो यह F1 वास्तव में स्टेटर mmf या F1 दिया गया है इसलिए आर्बिट्रेरी ढंग से इसे लिया जाता है लेकिन एक सिंक्रोनस स्पीड से घूमने वाला यह मैग्नेटिक फील्ड वास्तव में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है कई चीजें दिखाई नहीं देती हैं जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड इसे महसूस कर सकता है लेकिन वोल्टेज की कल्पना नहीं कर सकता है वेवफॉर्म को अन्य चीजों को देख सकते हैं लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं लेकिन आंखें नहीं देख सकते हैं केवल उस वेवफॉर्म रूप को देख सकते हैं तो फ्लक्स को भी नहीं देखा जा सकता केवल इसे महसूस करते हैं तोहम उनकी वेवफॉर्म को पैटर्न के रूप में देख रहे थे लेकिन आँखें यह नहीं देख सकती हैं कि यह कैसा है तो उस स्थिति में स्टेटर करंट एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करता है जो कि स्टेटर वाइंडिंग में F1 के साथ सिंक्रोनस स्पीड को इंड्यूस्ड करता है टर्मिनल वोल्टेज को इस धारणा के तहत संतुलित करता है कि स्टेटर प्रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस नेगलिजिबल है Refer Slide Time 0954 अब रोटर की रोटेटिंग फील्ड emf को इंड्यूस्ड करता है क्योंकि वहां रोटर भी है तो फील्ड घूम रहा है इसलिए यह रोटर वाइंडिंग में emf को भी इंड्यूस्ड करेगा लेकिन कोई भी रोटर फ्लो नहीं कर सकता है क्योंकि रोटर ओपन सर्किट है तो रोटर emf की फ्रीक्वेंसी F क्योंकि रोटर शूटिंग नहीं है इसलिए रोटर की emf फ्रीक्वेंसी भी F है चूंकि रोटर mmf F2 0 है क्योंकि रोटरओपन सर्किट है इसलिए कोई करंट नहीं दिखा रहा है तो रोटर mmf इस स्तर पर F2 0 इसका मतलब है यह डायग्राम जो आर्बिट्रेरी है F2 0 पर बनाया गया है तो इस मामले में कोई टॉरक विकसित नहीं होता है और रोटर स्थिर रहता है इसलिए रोटर स्थिर नहीं होता है Refer Slide Time 1044 अब मशीन केवल एक ट्रांसफॉर्मर के रूप में कार्य करती है जहां पर स्टेटर को एक प्राइमरी ट्रांसफार्मर कहते हैं और रोटर सेकेंडरी में इंड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी emf रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लेक्स प्रवाह होता है बजाय एक साधारण ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर हमने देखा है pi pi maxsine ω T तो यहाँ यह एक स्टेशनरी वेयरिंग फ्लक्स है एक साधारण ट्रांसफ़ॉर्मर की तरह लेकिन यहां यह एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है क्योंकि यह स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेस सप्लाई दे रहा है अब रोटर को स्थिर रहने दिया जाए जो रोटेशन से अवरुद्ध हो अब रोटर एक खुला सर्किट नहीं है यह शॉर्ट सर्किट है लेकिन रोटर को घुमाने की अनुमति नहीं देता है कल्पना करें की रोटर वाइंडिंग पर शॉर्ट सर्किट कैसा होगा Refer Slide Time 1131 इस स्थिति में रोटर अब 3 फेस करंट को दिशा में घुमाते हुए mmf F2 का निर्माण करता है और स्टेटर फ़ील्ड के स्पीड के रूप में अब यह डायग्राम में देखें तो यह F2 है लेकिन हम रोटर को यहाँ घुमाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं इसे ns n को रोटर के संबंध में या ns को स्टेटर के संबंध में दिया जाता है इसलिए जब रोटर रोटर को घुमाने की अनुमति नहीं दे रहा है तो यह वास्तव में यह F2 है वास्तव में यह ns वास्तव में वही होगा जो इस mmf की गति है यह स्टेटर के संबंध में सिर्फ ns होगा क्योंकि हम रोटर को घुमाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं लेकिन जैसे ही हम रोटर को इसके भीतर घुमाने की अनुमति देंगे ns n होगा क्योंकि रोटर के संबंध में यह रिलेटिव स्पीड है तो इस मामले में रोटर को अब स्थिर रखा जाना चाहिए और रोटर वाइंडिंग को कम परिचालित किया जाता है इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर करंट प्रवाहित होगा तो रोटर में mmf होगा Refer Slide Time 1230 लेकिन स्टेटर फ़ील्ड के सेम स्पीड के साथ रोटर है हम रोटर को घुमाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं अब F2 ट्रांसफॉर्मर की तरह कार्य कर रहा है इस स्थिति में F2 के कारण रिएक्शन करंट प्रवाहित करता है बसबार ब्रैकेट से स्टेटर जो कुछ भी लिखा है उसे देखें ताकि फ्लेक्स पर पोल जो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेव में से एक है बस टर्मिनल वोल्टेज को संतुलित करने के लिए एक स्टेटर emf को प्रेरित करता है यह फिलॉसफी एक हद तक ट्रांसफार्मर की तरह होगा तो F2 एक रिएक्शन करंट का कारण बनता है बसबार से स्टेटर में प्रवाहित होता है जैसे कि फ्लक्स प्रति पोल जो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेव phi r होता है जो टर्मिनल वोल्टेज को संतुलित करने के लिए स्टेटर emf को प्रेरित करता है क्योंकि करंट रोटर के माध्यम से बह रहा है अब स्पष्ट रूप से r को सास होना चाहिए जब रोटर को ओपन सर्किट किया गया था तब भी जब मशीन लोड होती है तो यह r अधिक रहेगा या स्थिर रहेगा Refer Slide Time 1326 वास्तव में r मोटर पर लोड निर्मित परिचालन स्थिति के निरंतर स्वतंत्र रहेगा Refer Slide Time 1332 अबΦr और F2 की परस्पर क्रिया जो रिजल्टेंट फ्लक्स Φr और F2 है जो एक दूसरे के संबंध में स्थिर हैं Fr की दिशा में रोटर को स्थानांतरित करने के लिए टोक़ प्रवृत्त बनाता है इंडक्शन मोटर इसलिए सेल्फ स्टार्टिंग डिवाइस है तो Φr और F2 के बीच की यह बातचीत जो स्थिर है एक दूसरे का सम्मान करती है और Fr की दिशा में रोटर को स्थानांतरित करने के लिए टोक़ और प्रवृत्ति बनाती है तो यह डायग्राम रिजल्टेंट फ्लक्स Φr और F2 एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और यह वही होगा जो इस एरिया ऑफ डायरेक्शन को कहते हैं या डायरेक्शन Fr को रिजल्टेंट कहेंगे तो इस तरह से अगर देखो यह एक तो यह आर F2 जो एक दूसरे के सम्मान के साथ है Fr की दिशा में रोटर को स्थानांतरित करने के लिए टॉर्क को बनाता है अगर इंडक्शन मोटर इसलिए एक सेल्फ स्टार्टिंग डिवाइस है Refer Slide Time 1434 तो चलो शॉर्ट सर्किट रोटर को अब घुमाने की अनुमति दी गई है ताकि यह मुक्त हो सके जिससे कि रोटर घूमेगा अब यदि यह घूमता है तो यह स्टेटर फ़ील्ड की दिशा में चलता है और n की एक स्थिर स्टेडी स्टेट प्राप्त करता है तो यह उस मशीन Fr की दिशा में घूमेगा जो उस ns के साथ उसी सिंक्रोनस स्पीड को बुलाएगा लेकिन अब रोटर घूम रहा है कि एक रोटर उसी दिशा या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूमेगा तो स्वाभाविक रूप से यह क्या होगा क्योंकि रोटर स्पीड n के साथ घूम रहा है जो ns से कम है तो इसका मतलब है कि रोटर इस दिशा में घूमेगा जोकि r हैं उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं लेकिन यह कभी ns को नहीं पकड़ेगा यदि यह ns को पकड़ता है तो n रिलेटिव स्पीड 0 होगी तो इस मामले में यह स्टेटर फ़ील्ड में चलता है जो n की एक स्टेडी स्पीड प्राप्त करता है जाहिर है n n से कम है क्योंकि अगर स्टेटर फील्ड और रोटर वाइंडिंग के बीच n ns की गति 0 होगी और इसलिए इंड्यूस्ड emf और रोटर करंट 0 होगी और इसलिए कोई टोक़ विकसित नहीं हुआ है Refer Slide Time 1548 इसलिए रोटर इस प्रकार सिंक्रोनस स्पीड ns तक नहीं पहुंच सकता है यह वास्तव में फिसल जाएगा यह इंडक्शनमोटर के लिए होगा कि n ns से कम होना चाहिए रोटर रोटर के संबंध में स्टेटर फील्ड की रिलेटिव स्पीड n पर चल रहा है जो कि ns n है क्योंकि दोनों एक ही दिशा में ns की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं रोटर में इंड्यूस्ड emf और करंट की आवृत्ति है यह ns n 120 F2 P होगा Refer Slide Time 1615 यह F2 वास्तव में यह रोटर फ्रीक्वेंसी है और यह ns n है जिसे रिलेटिव स्पीड कहते हैं और ns n 120 F2 P के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है अब F2 ns nns nsP 120 न्यूमैरेटर एंड डिनॉमिनेटर के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है और यह हिस्सा ns n ns इस भाग को हम स्लिप कहते है और यह एक हिस्सा f है क्योंकि ns 120 पहले 120 f P दिखाया गया था इसलिए P को P 120 f ns कहा जाता है तो यह लिख सकता है कि यह वही है जिसे n ns P 120 कहा जाता है इसलिए यह भाग s है और यह भाग है जिसे f p n कहते हैं बजाय इसके कि इसे लिखें f P ns विभाजित 120 इस समीकरण से F s f से हैं हालांकि रोटर फ्रीक्वेंसी F2 s f जब रोटर स्लिप s और s ns n s के साथ आगे बढ़ रहा है Refer Slide Time 1749 तो इसे रोटर की स्लिप कहा जाता है स्लिप s पर यूनिट स्पीड है यह डाइमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसके सिंक्रोनस स्पीड के संबंध में रोटर स्टेटर फ़ील्ड के पीछे फिसल जाता है तो ns n स्पीड के डिफरेंस है जिसे ns के द्वारा डिवाइड किया जाता है जोकि एक डाइमेंशनलेस क्वांटिटी है इसलिए हम उसे स्लिप कहते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी F2 sf को स्लिप फ्रीक्वेंसी कहा जाता है लेकिन जब मशीन की वैल्यू अभी भी 1 है क्योंकि n 0 पर रोटर नहीं चल रहा है तो इक्वेशन 2 से आसानी से n 1 s n s लिख सकते हैं इसलिए यह इक्वेशन 3 है Refer Slide Time 1832 इक्वेशन1 से यह भी लिख सकते हैं कि 120 s f P f2 sf है तो यही कारण है कि 120 sf P ns n यह इक्वेशन 4 है Refer Slide Time 1845 चूंकि रोटर स्पीड n पर चल रहा है और ns पर रोटर फ़ील्ड n उसी दिशा में रोटर के संबंध में है रोटर फ़ील्ड की स्टेटर से देखी गई नेट स्पीड यह सिर्फ nns n n s होगी Refer Slide Time 1858 देखो कि चूंकि रोटर गति n पर चल रहा है और ns n पर रोटर क्षेत्र है एक ही दिशा में रोटर के संबंध में रोटर क्षेत्र की नेट स्पीड जैसा कि स्टेटर ns से देखा जाता है तो इस मामले में फिर से वापस जाने के लिए इस डायग्रामपर वापस जा रहे है इसलिए यह रोटर के संबंध में ns n है और यदि n है तो इसे कॉल करें तो यह वास्तव में रोटर फील्ड की स्पीड है जो कि ns है और इस टोक़ की दिशा दी गई है कि बहुत कम दिखाई देगा और वह इस स्कीमेटिक डायग्राम से है हालांकि यह बेहतर होगा कि क्यों इसे बेहतर समझ कहा जाएगा और एक बात यह है कि यह F2 F है जिसे यह F1 Fr F2 कहते हैं सभी एक दूसरे के संबंध में क्या कहते हैं यह भी ns के साथ चल रहा है यह भी ns के साथ घूम रहा है और इसलिए ये सभी चीजें स्थिर होंगी क्योंकि इसलिए इस पर Fr और F2 Fr के बीच का एंगल डेल्टा है इसलिए ये सभी चीजें स्टेशनरी रहेंगी तो यहाँ हम रोटर के संबंध में यही कहते हैं कि रोटर एरिया की नेट स्पीड उसी दिशा में है जैसा कि स्टेटर से देखा जाता है यह ns के रूप में रहेगा तो यह स्टेटर फ़ील्ड से एक है जो रोटर फ़ील्ड है और स्टेटर फ़ील्ड दोनों एक स्पीड ns पर बढ़ रहे हैं इस प्रकार रोटर की रिएक्शन फ़ील्ड F2 हमेशा स्टेटर फ़ील्ड F1 या रिजल्ट फ़ील्ड के संबंध में स्टेशनरी होती है जो फ्लक्स r प्रति के अनुसार Fr पर पोल होती है इसका मतलब है उनका एक्शन फील्ड F2 है जिसे हमने रोटर के डायग्राम में तैयार किया है हमेशा स्टेटर फ़ील्ड F1 या रिजल्ट फ़ील्ड Fr के संबंध में स्थिर रहता है इसलिए ये सभी चीजें स्थिर रहती हैं Refer Slide Time 2109 तो डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर और स्टार कनेक्टेड रोटर के साथ तीन फेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के सर्किट डायग्राम को इसमें दिखाया गया है Refer Slide Time 2113 यह स्टेटर वाइंडिंग है यहथ्री फेज सप्लाई है और यह रोटर वाइंडिंग E2 है जो रोटर में प्रेरित वोल्टेज है जिसे हम बाद में देखेंगे और यही वह है जो कि ब्रश होते हैं आरंभ में राजस्थान के माध्यम से स्लिप रिंग्स होते हैं इसे हम जब दूसरे या तीसरे वर्ष में देखेंगे जब हम इंडक्शन मोटर का प्रयोग करेंगे रेफर टाइम 2130 3 फेस इंडक्शन मोटर प्रयोग करेंगे जब मैं रोटर मोटर पर यह देखूंगा Refer Slide Time 2140 तो इस मामले में रोटर या रोटर वाइंडिंग स्लिप रिंग्स से जुड़ा होता है जिन्हें शुरू में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के माध्यम से छोटा किया जाता है रेजिस्टेंस को काट दिया जाता है क्योंकि मोटर फुल स्पीड प्राप्त करता है यहां यह रेजिस्टेंस है यहां नहीं दिखाया गया है Refer Slide Time 2158 तो इस स्क्विरल केज मोटर के रोटर ने स्थायी रूप से बार को छोटा कर दिया था ताकि इसे सर्किट प्वाइंट ऑफ व्यू इक्विवेलेंट वाउंड रोटर से बदला जा सके एक स्क्विरल केज की मोटर के मामले में ये सभी चीजें नहीं हैं क्योंकि रोटर खुद ही शॉर्टेड है Refer Slide Time 2218 तो इक्वेशन 2 से हम स्लिप ns n ns लिख सकते हैं इसे ns n को स्लिप स्पीड कहा जाता है और यह सिंक्रोनस स्पीड है कभी कभी अगर यह संख्यात्मक है यदि यह हमारी स्लीप स्पीड है तो हम ns n का अंतर लेंगे यह मोटर के लिए होगा यह हमेशा सकारात्मक होगा और इसलिए s 1 n ns कहते हैं कि यह इक्वेशन 5 है अब स्पष्ट रूप से n 0 के लिए मेरा रोटर स्थिर s 1 है जो स्टेशनरी रोटर के लिए है और s 0 के लिए nns है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से चलने वाले रोटर के लिए है Refer Slide Time 2258 तो इक्वेशन 1 से करंट इंड्यूस्ड रोटर की फ्रीक्वेंसी सास F2 sf है जिसे हमने देखा है रोटर में इंड्यूस्ड धाराओं की फ्रीक्वेंसी F2 sf है जिसे हमने देखा है इंडक्शन मोटर की सामान्य फुल लोड स्लीप 2 से 8 के क्रम की है तो रोटर की करंट फ्रीक्वेंसी 1 से 4 हर्ट्ज के रूप में कम है यदि यह 2 है और स्लिप 2 है तो f 50 हर्ट्ज है इसलिए यह शायद ही होगा जिसे कॉल F2 है 1 हर्ट्ज़ क्योंकि 02 50 है Refer Slide Time 2341 तो अब पर फेस देखते हैं अगला चरण पर फेस है जो कॉल स्टेटर emf दिया गया है E1 pi 2 Kw1 N 1 f r है तो Kw1 एक वाइंडिंग फैक्टर है जो यहां चर्चा नहीं कर रहा है बस इसे ध्यान में रखें क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में इंडक्शन मशीन का अधिक अध्ययन करेगा होगा और यह पर फेस1 Nfh है जो कि स्टेटर की तरफ है वास्तव में वाइंडिंग की संख्या को Nph 1 कहा जाएगा और f फ्रीक्वेंसी और r फ्लक्स प्रति पोल है तोपर फेस रोटर emf s 1 है स्टैंडस्टिल रोटर दिया जाता है जब s 1 रोटर अभी भी स्टैंड पर है उस समय pi 2 Kw2 Nph 2 f r होगा यही तरीका ट्रांसफॉर्मर री रूट में है 2 इसे 444 मोटा होने के लिए गुणा करता है और यह वाइंडिंग फैक्टर है Kw2 को रोटर का वाइंडिंग फैक्टर भी कहा जाता है और जैसे कि यह प्राइमरी साइड है और यह सेकेंडरी साइड है Refer Slide Time 2436 तो E1 स्टेटर इंड्यूस्ड emf पर फेस है E2 रोटर इंड्यूस्ड emf पर फेस है Refer Slide Time 2443 Kw1 स्टेटर व्हाटडॉक्टर है Kw2 रोटर वाइंडिंग फैक्टर Nph1 स्टेटर पर फेस बदल जाता है Nph2 रोटर पर फेस बदल जाता है क्यों इस बात को स्थानांतरित करते हैं और रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स पर पोल r है अब किसी भी स्लिप में रोटर फ्रीक्वेंसी को किसी भी प्रकार से sf किया जा रहा है रोटर इंड्यूस्ड emf SE2 में बदल जाता है रोटर की फ्रीक्वेंसी F2 sf में बदल जाती है इसलिए रोटर इंड्यूस्ड emf वास्तव में SE2 होगा इसलिए यदि स्लीप E2 है लेकिन जब वह रोटर चल रहा है तो उसमें स्लीप SE2 होगा तो अब Z2 r2 jX2 के लिए रोटर सर्किट के एमपीडांस पर विचार करें जब यह स्लिप 1 होने पर एक ठहराव होता है Refer Slide Time 2530 अब जब X2 स्टैंडस्टील पर रोटर का लीकेज रिएक्टेंस है तो यह रो की फ्रीक्वेंसी स्टेटर फ्रीक्वेंसी है इसलिए यह f है Refer Slide Time 2540 अब जब रोटर स्लिप में चल रहा है तो इसकी आवृत्ति sf फ्रीक्वेंसी बदल रही है इसलिए यह एमपीडांस परिवर्तन है जिसे r2jX2 कहते हैं Refer Slide Time 2548 क्योंकि फ्रीक्वेंसी को sf माना जाता है जिससे इसे बनाया जा सके जहाँ यह कहें कि x Lω कहें Ω बराबर 2 pi f है इसलिए 2 pi fω r2 pi f इस L ω को L लिखें लेकिन f के बजाय रोटर फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगी और F2 इस L के लिए sf हो जाएगा तो यह वही होगा जिसे 2 pi f s को x कहा जाता है यही कारण है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी के कारण रोटर चल रहा है जिससे एमपीडांस r2 j s X 2 होगा r2 रेजिस्टेंस है लेकिन यह रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है Refer Slide Time 2638 इसलिए यह देखा जाता है कि रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड emf है और रिएक्टेंस बदलता रहता है जोकि स्लिप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि जब एक रोटर रोटेट होता है तो यह एक इंड्यूस्ड emf करंट के साथ साथ रिएक्टेंस को भी बदल रहा है क्योंकि यह F है क्योंकि सामान्य तौर पर हम L को जानते हैं लेकिन रोटर के मामले में यह F2 होगा फ्रीक्वेंसी F2 s f है यही कारण है कि s यहाँ है Refer Slide Time 2705 अब यह आंकड़ा 6 स्लिप पर रोटर सर्किट दिखाता है यह रोटर सर्किट इंड्यूस्ड वोल्टेज है रोटर स्वयं एक शॉर्ट सर्किट चीज है इसलिए यह r2 रेजिस्टेंस है यह X2 है यह दिया जाता है जिसे एक वेरिएबल सिंबल कहते हैं और यह करंट 2 है इसलिए इस मामले में यह रोटर सर्किट है क्योंकि रोटर शॉर्ट सर्किट है इसलिए यह एक क्लोज पाथ है Refer Slide Time 2728 अब सर्किट थीटा का फेस एंगल 2 tan inverse s X 2 r2 है तो यह थीटा 2 है जो कि लेगिंग कर रहा है अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ यह लिखा है कि यह एक्सप्रेशन इसे E1 E2 बनाती है बस E1 E2 को डिवाइड करें तो यह इस प्रकार होगा E1 E2 यदि बना है तो यह Kw1 Nph1 Kw2 Nph2 होगा जो कि N1 N2 है N1 Kw1 Nph1 N2 Kw2 Nph 2 a कहते हैं Refer Slide Time 2811 तो इस मामले में जहां N1 N2 प्रभावी स्टेटर और रोटर पर फेस होता है तो यह है कि हम एक ट्रांसफार्मर की तरह एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं अगले सर्किट मॉडल का विकास कर रहे हैं तो सर्किट मॉडल एक ट्रांसफार्मर है जिसमें E1 E2 a को N1 N2 और करंट को I2 ' 2 1 a दिया जाता है जिस तरह से हमने ट्रांसफ़ॉर्मर s और E2 को स्टैंडस्टिल रोटर emf कहां है Refer Slide Time 2840 तो नंबर 2 में एक ट्रांसफार्मर की तरह स्टेटर करंट के मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट m इंड्यूस्ड emf E1 90 o डिग्री से लेग करता है Refer Slide Time 2848 इंडक्शन नंबर 3 इंडक्शन मोटर केवल एक ट्रांसफार्मर नहीं है जो वोल्टेज और करंट लेवल्स को बदलता है यह वास्तव में एक सामान्यीकृत ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करता है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी स्लीप के प्रमोशन में बदल जाती है रोटर इंड्यूस्ड emf SE2 है और रोटर रिएक्टेंस SX2 है इसलिए ये कुछ चीजें हैं Refer Slide Time 2913 अब ट्रांसफार्मर जैसा कोर सर्किट इसके कोर लॉस्ट कंप्लेंट को नेगलेक्ट करता है यह स्टेटर साइड है और जैसा कि ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी साइड r1 x1 करंट 1 में है यह 2 'है यह करंट I2 ' I1 m 2 है और यह एक आइडल के लिए वोल्टेज है अब हम एक आइडल ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं जो इन वोल्टेज E1 को सैथ करता है और यह साइड फ्रिक्वेंसी है एफ फ्रीक्वेंसी दी गई है मार्क F है और Pm देखेंगे कि यह पर फेस एक मैकेनिकल पावर आउटपुट है इसलिए इसे डिवाइडेड 3 करेंगे हम बाद में इसे देखेंगे और यह 700 है और यह रोटर सर्किट फ्रीक्वेंसी F2 sf है और रोटर सर्किट से इंड्यूस्ड वोल्टेज सिर्फ हमने SE2 को देखा यह r2 SX2 है और यह करंट2 है तो अगला यह पहला सर्किट है अगला एक है और रोटर n की स्पीड के साथ घूम रहा है Refer Slide Time 3006 अब अगला यह डेरिवेशन है जिसे हम बाद में देखेंगे एक तरफ यह साइड लेफ्ट हैंड साइड वैसा ही बना रहता है क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी f है यह फ्रीक्वेंसी F2 है हां F2 sf है अब यह रोटर सर्किट है यह E1 है यह हिस्सा SE2 SE1 होगा यहां रेश्यो 1 से 1 है यहां यह 1 से 1 है a n 1 n2 है a n 1 n 2 अतः यहाँ रेशियो 1 से 1 दिया गया है ऐसे में अब इस मामले में क्या कहते हैं यह 1 से 1 है और ये सभी इन सभी चीजों को बदल देते हैं यह परिवर्तन बाद में दिखाया गया है कि जिस तरह से ट्रांसफॉर्मर लगभग समान होता है वह r2 ' a square r2 s X 2 ' होगा s X 2 s एक वर्ग X 2 होगा और यहाँ यह साइड 22 'है अब यहाँ यदि आप इस 2 ' को देखें तो 2 ' 2 बराबर 1 a है इसलिए 2 'होगा I 22 a तो यह साइड यदि ट्रांसफार्म होता है तो यह 1 हो जाएगा यह I2 I2 a बन जाएगा और यह E2 एक 2 बन जाएगा SE1 यह 1 से 1 है बिना डेरिवेशन का अर्थ है कि यह करना थोड़ा मुश्किल है इसे आसानी से कर सकते हैं लेकिन डेरिवेशन बाद में देखते है अब अगला यह है कि इस हैंड साइड को s से विभाजित किया गया है यह सभी मापदंडों को s से विभाजित करता है इस तरफ यह 1 1 है यह सभी साइड डिवाइड s है तो यह कहने के बाद कि इस समय में यह डेरिवेशन नहीं होगा यह आंकड़ा नहीं होगा इसलिए मैं जो कुछ करता हूं वह इन सभी चीजों को s सेविभाजित करता है फिर यदि मैं सब कुछ विभाजित करता हूं तो यह E1 है यह X2 हो जाएगा यह X2 डिवाइड s यह X2 'होगा और यदि आप इसे विभाजित करते हैं तो यह r2 ' s होगा Refer Slide Time 3200 तो यह X 2 ' r2 ' S होगा और इसे E1 कहा जाता है इसलिए यहाँ यह फिर से नहीं दिखाया गया है 1 1 है तो यह फ्रिक्वेंसी f है यह फ्रिक्वेंसी f naught है क्योंकि सब कुछ इस साइड के संदर्भ में किया गया है तो अब यहाँ यह भी है क्योंकि सब कुछ डिवाइड s है यहाँ अब यह इक्विवेलेंट सर्किट है अब यह F2 sf है अब यह फ्रिक्वेंसी f है क्योंकि यह E1 है इस E1 ने इसे बनाया है अब अगली बात यह है कि यह E1 है क्योंकि यह E1 ट्रांसफार्मर की तरह E1 है इसलिए ये दो चीजें coto होंगी Refer Slide Time 3235 इसलिए यदि इसे लाया जाता है तो X 2 और r2' यह क्लोज्ड सर्किट है तो यह वही है जिसे इंडक्शन मशीन इक्विवेलेंट सर्किट कहा जाता है लेकिन rc यहां नहीं दिखाया गया है हम इसे दिखाएंगे तो यह इंडक्शन मशीन इक्विवेलेंट सर्किट है Refer Slide Time 3249 तो अब अगर उसके पास ट्रांसफॉर्मर जैसा कोर लॉस कंपोनेंट था तो इस ब्रांच में कोर ही है लेकिन यह ब्रांच आ गई है अब ये चीजें कैसे आ रही हैं Refer Slide Time 3258 अब यह एक इंडक्शन मोटर इक्विवेलेंट सर्किट का डेवलपमेंट देखेंगे की अब चीजें कैसे आ रही हैं Refer Slide Time 3304 इंडक्शन मोटर का सर्किट मॉडल अब पर फ्रेश के आधार पर तैयार किया जा सकता है जैसा कि फिगर 7 a में दिखाया गया है अब इन सभी चीजों को बताया जाता है इसलिए यह सब यहाँ लिखा गया है इसके माध्यम से आप इसे रेफर करें Refer Slide Time 3316 Refer Slide Time 3318 तो इस डेरिवेशन को देखें 2 SE2 r2 j SX 2 लिख सकते हैं रोटर सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखिए पहले एक फिगर 7 a है उस मामले में इसे वह बना सकते हैं जिसे न्यूमैरेटर और डिनॉमिनेटर मल्टीप्लाई बाय a कहा जाता है तो Sa E2 तो एक r2 j s a X 2 न्यूमैरेटर और डिनॉमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय a करता है हम जानते हैं 2 a 2 इसलिए यह डिनॉमिनेटर2 को हर मल्टीप्लाई a फिर से होता है तो यह 2 a 2 है इसलिए SE2 एक square r2 j s a square X 2 है इसलिए इस भाग को लिखा जा सकता है जैसे कि E2 कहा जा सकता है इस E2 को E 1 के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि E 1 E2 SE1 a square r2 j s a square X 2 है इसलिए Z2 r2 ' j S X 2 ' को परिभाषित करें जो r2 ' j S X 2 ' है r2 ' यह बहुत है X 2' यह बहुत है इसलिए हमने इसे यहाँ बनाया है जो कुछ भी हमने इसे यहां बनाया है वह इस सर्किट में जा रहा है जो भी हमने इसे यहां बनाया है SE2 तो यह अंततः SE1 है जो इसे आसानी से बना सकता है तो यही कारण है कि यह SE1 यहां है इसी तरह यहां हम इसे इस तरह से प्राप्त करते हैं कि जो इस से कॉल करता है वह वास्तव में SE1 है तो यह इंडक्शन मशीन सास के बराबर पैरामीटर है ट्रांसफार्मर न्यूमेरिकल भी हम इस चीज का विस्तार करेंगे जिसे SE1 लिख सकते हैं और इस चीज के न्यूमैरेटर और डिनॉमिनेटर को डिवाइड बाय s करते हैं Refer Slide Time 3449 इसलिए 2 ' E 1 divided r2 ' j X 2 ' यानी सब कुछ स्टेटर साइड में बदल जाता है तोसिंपल ट्रिक को संदर्भित करने के लिए इस सिंपल ट्रिक को रोटर सर्किट को संदर्भित करता है रोटर सर्किट स्टेटर फ्रीक्वेंसी को संदर्भित करता है क्योंकि उस समय इस सर्किट को स्टेटर फ्रीक्वेंसी की तरह कहा जाता है क्योंकि यह सर्किट यहाँ अब फ्रीक्वेंसी f है यहाँ फ्रीक्वेंसी f भी है यह यहाँ sf था यह sf था लेकिन यह डिवाइड s था तो यह इस तरफ फ्रीक्वेंसी है च यह एक आवृत्ति है यह एक सरल चाल है तो इसे मैं I2 this कहता हूं तो यह सरल चाल रोटर सर्किट से स्टेटर फ्रीक्वेंसी को संदर्भित करता है Refer Slide Time 3541 अब यदि r2 ' को r2 ' s से अलग कर दिया जाए तो रोटर कॉपर लॉस को बदलने के लिए एक अलग एनटीटी के रूप में सर्किट मॉडल फिगर 8 a में दिखाया गया है जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैकेनिकल आउटपुट का प्रतिनिधित्व करता है Refer Slide Time 3556 इसका मतलब है कि यह रेजिस्टेंस r2 ' s मिला है लेकिन स्टेटर के रेजिस्टेंस को मूल रूप से r2 ' कहते हैं इसलिए r2 ' को घटाएं और फिर r2 ' से जोड़ें इसका मतलब है यह एक r2 ' के रूप में लिखा जा सकता है जिसमें r2 ' को कोमल लेने से आउटपुट 1 s 1 होगा तो यह फिर से एक किताब से लिया गया है यह एक अगर देखो जिसने इसे बनाया है क्योंकि यह सभी चीजों छोटे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है तो मूल रूप से r2 ' कुछ नहीं लेकिन छोटे r2 ' है X2 ' कुछ नहीं लेकिन छोटे x2 ' है R1 कुछ नहीं लेकिन छोटे r1 है कैपिटल X1 और कुछ नहीं लेकिन छोटे x1 और कैपिटल Xm कुछ नहीं लेकिन एक छोटे से xm और यह r है यह करंट I0 समान है R कुछ नहीं लेकिन छोटे r है तो और इसे अलग किया जाता है रोटर सर्किट इस हिस्से को अलग किया जाता है यह वास्तव में रोटर रिएक्टेंस है और यह रिएक्टेंस है और बाकी है यह जो कुछ भी है यह वास्तव में मैकेनिकल पावर आउटपुट है क्योंकि r2 s s परिवर्तनशील है इसलिए यह स्लिप है तो यह बाकी बचा हुआ r2 s 1 s यह मैकेनिकल पावर आउटपुट है जिसे ग्रॉस कहा जाता है जिसे हम देखेंगे तो इसका मतलब है कि यह इस सर्किट है वास्तव में यह सर्किट r2 ' s है एक बार फिर से इस r2 ' s को दो चीजें हो सकती हैं r2 ' को ऐड करने से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि r2 ' r2 '1 s 1 इसलिए यह हिस्सा सर्किट से यहां दिखाया गया है से आ रहा है तो यह हिस्सा वास्तव में अलग हो गया रोटर रेजिस्टेंस अलग हो गया है तो यही कारण है कि यह सर्किट ऐसा है जो वास्तव में मैकेनिकल आउटपुट है तो इसके कई अर्थ हैं यह एक फिगर 8 a है इसलिए यह मूल रूप से कुछ भी नहीं है अगर इन दोनों को जोड़ दें तो यह r2 ' s होगा Refer Slide Time 3811 इसलिए वैकल्पिक रूप से इस चीज़ के सर्किट मॉडल का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है तो यह इस तरह हो सकता है या जिसे r2 ' X 2 ' r2 कहा जा सकता है यह वास्तव में सिर्फ यहाँ पर पकड़ है यह वहाँ है इस r2 वास्तव में यह प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ r2 है यहाँ इस डायग्राम में यह एक प्रिंटिंग मिस्टेक है तो यहr2 ' है और यह घटाए जाने के लिए स्कोर लॉस है जिसका अर्थ है कि जो कुछ भी वहाँ था वह सभी कोर लॉस को हटा देता है लेकिन इस भाग के लिए इस यस सिंपलीफिकेशन को हटाने पर आर r2 ' 1 s यहाँ कोर लॉस अल्फा को घटाया जाना चाहिए Refer Slide Time 3901 तो यह दूसरी बात है एक और बात यह है कि आयरन लॉस रेजिस्टेंस Ri में संबंधित वायर को छोड़ा गया और इस नुकसान को ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट से घटाया जाएगा जो कि पावर अब्जॉर्ब्ड r2 ' 1 s - 1 है Refer Slide Time 3914 अब यह एक निश्चित एप्रोक्सीमेशन वैल्यू मात्रा है जो एक इंडक्शन मशीन में स्लीप की सामान्य सीमा में काफी स्वीकार्य है Refer Slide Time 03933 यह ध्यान दिया जा सकता है कि पावर डिसिपटेड r2 ' 1 s 1 में कोर लॉस शामिल है जो फिगर 8 b है जिसे ग्रॉस मैकेनिकल पावर प्राप्त करने के लिए इसे से घटाया जाना चाहिए जब न्यूमेरिकल करेंगे तो कुछ संख्यात्मक दिखाएगामैकेनिकल पावर उत्पादन प्राप्त करने के लिए विंडेज और फ्रिक्शन लॉस को इससे घटाया जाना चाहिए Refer Slide Time 3948 विंडेज और फ्रिक्शन लॉस फिक्शनल लॉस कभी कभी हम इसे रोटेशनल लॉस कहते हैं जो इसे कुछ दिया जाएगा कोर लॉस विंडेज और फ्रिक्शन लॉस को एक साथ रोटेशनल लॉस के रूप में ढोया जाता है क्योंकि मोटर के चलने पर ये दोनों नुकसान होते हैं तो एक इंडक्शन मोटर में रोटेशनल लॉस काफी स्थिर है Refer Slide Time 4010 कांस्टेंट अप्लाई वोल्टेज और मोटर स्पीड नो लोड से फुल लोड में बहुत कम भिन्नता होती है केवल एक चीज यह है कि संख्यात्मक समाधान के लिए नेट मैकेनिकल पावर शाफ्ट पावर इस बात को ध्यान में रखना है शाफ्ट पावर का मतलब है नेट मैकेनिकल पावर Refer Slide Time 4029 तो एक और बात अप्रॉक्सिमेट् सर्किट मॉडल है एप्रोक्सीमेट सर्किट मॉडल इस तरह दिखाए जाते हैं इसका मतलब है कि इन सभी चीजों को यह शाखा केवल एक और यहाँ देती है संदर्भ समय 4039 इसे एक साथ क्लब करें लेकिन इस तरह का विश्लेषण गलत परिणाम देगा क्योंकि एक ट्रांसफार्मर की तरह यह वास्तव में बहुत छोटा है लेकिन एकइंडक्शन मोटर में यह I0 30 से 50 हो सकता है तो इस तरह की गणना यदि इस सरल सर्किट परिणाम का उपयोग करके सरल और सरल के लिए की जाती है तो सटीक नहीं होगी क्योंकि यह I0 इंडक्शन मशीन के लिए बहुत अधिक होगा यह 30 से 50 होगा Refer Slide Time 4104 तो यह कहा जाता है कि सब कुछ का यह अनुमान यहाँ सब कुछ लिखा है Refer Slide Time 4009 इसलिए आगे की लीकेज रिएक्टेंस भी एक ट्रांसफार्मर की तुलना में एक इंडक्शन मोटर में हाय करने के लिए आवश्यक है और इसलिए प्राथमिक रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप की अनदेखी करना उचित नहीं है तो इंडक्शन मशीनों को संख्यात्मक को हल करते समय विचार करना पड़ता है कि उस सटीक मॉडल को क्या कहते हैं Refer Slide Time 4133 Refer Slide Time 4138 तो इसलिए प्राप्त किए गए परिणाम यह मॉडल काफी कम सटीक है और इसने शंटिंग शाखा को बताया जो करंट I0 को लगभग 90 डिग्री लैगिंग पर खींचता है जिस पावर फैक्टर पर मोटर फुल लोड पर काम करती है वह लाइट लोड पर लगभग 08 है जो कि छोटा 2 'है मशीन पावर फैक्टर बहुत कम है मैग्नेटिक सर्किट में एयर गैप की उपस्थिति के कारण यह इंडक्शन मोटर की अंतर्निहित समस्या है Refer Slide Time 4201 और तथ्य यह है कि एक्साइटैशन करंट को मुख्य से खींचा जाना चाहिए जो स्टेटर साइड है Glossary English word Hindi word Meaning excitation current एक्साइटैशन करंट एक्साइटैशन करंट induction motor इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर lagging लैगिंग लैगिंग magnetic circuit मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट shunting शंटिंग शंटिंग reactance रिएक्टेंस रिएक्टेंस voltage drop वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप approximate circuit अप्रॉक्सिमेट् सर्किट अप्रॉक्सिमेट् सर्किट constant कांस्टेंट कांस्टेंट net mechanical power नेट मैकेनिकल पावर नेट मैकेनिकल पावर shaft power शाफ्ट पावर शाफ्ट पावर fictional loss फिक्शनल लॉस फिक्शनल लॉस friction loss फ्रिक्शन लॉस फ्रिक्शन लॉस Windage विंडेज विंडेज approximation एप्रोक्सीमेशन एप्रोक्सीमेशन resistance रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस gross mechanical output ब्रास मैकेनिकल आउटपुट ब्रास मैकेनिकल आउटपुट yes simplification यस सिंपलीफिकेशन यस सिंपलीफिकेशन variable resistance electrical form वेरिएबल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल फॉर्म वेरिएबल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल फॉर्म entity एनटीटी एनटीटी frequency फ्रीक्वेंसी स्वच्छंदता simple trick सिंपल ट्रिक सिंपल ट्रिक numerator न्यूमैरेटर न्यूमैरेटर denominator डिनॉमिनेटर डिनॉमिनेटर parameter पैरामीटर पैरामीटर development डेवलपमेंट डेवलपमेंट component कंपोनेंट कंपोनेंट branch ब्रांच ब्रांच derivation डेरिवेशन डेरिवेशन induced voltage इंड्यूस्ड वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज three phase थ्री फेस थ्री फेस bar बार बार flux density फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी conduct कंडक्ट कंडक्ट ladder लैडर लैडर relative speed रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड direction डायरेक्शन डायरेक्शन mechanical force मैकेनिकल फोर्स मैकेनिकल फोर्स diagram डायग्राम डायग्राम rotating magnetic field रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड stator winding स्टेटर वाइंडिंग स्टेटर वाइंडिंग air gap एयर गैप एयर गैप infinite bar इनफाइनाइट बार इनफाइनाइट बार negligible नेगलिजिबल नेगलिजिबल busbar bracket बसबार ब्रैकेट बसबार ब्रैकेट